हैलो आपका स्वागत है इसलिए माइक्रोवेव मिक्सर पर पिछले व्याख्यान में हमने मिक्सर फंडामेंटल का अध्ययन किया हमने बेसिक मिक्सर ऑपरेशन को कवर किया हमने देखा कि मिक्सर का सिंबॉल और सर्किट रिप्रेजेंटेशन क्या है और मिक्सर ऑपरेशन मूल रूप से है यदि आपके पास मिक्सर इनपुट पर दिए गए दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हैं तो मिक्सर को सम और डिफरेंस फ्रीक्वेंसी आउटपुट को प्रोड्युस करना चाहिए और इनमें से एक आउटपुट जो मिक्सर के प्रकार के आधार पर चुना गया है जो या तो अप कन्वर्जन या डाउन कन्वर्जन हो सकता है हम देखते हैं कि मूल रूप से नॉन लीनियेरिटी का उपयोग करके मिक्सर को इम्प्लीमेंट किया जाता है और मिक्सर के दो प्रकार के इंप्लीमेंटेशन होते हैं एक नॉन लीनियर डिवाइस का उपयोग कर रहा है और दूसरा टाइम वैरीअंट सिस्टम लीनियर टाइम वैरीअंट सिस्टम का उपयोग कर रहा है और अगर हम फिजिकल डिवाइस का उपयोग करके एक मिक्सर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम मिक्सर आउटपुट पर क्या देखते हैं जो आइडियल मिक्सर आउटपुट से काफी अलग है और यह मिक्सर नॉन आइडियलिटी को विभिन्न मिक्सर परफॉरमेंस मैट्रिक्स का उपयोग करके मापा जाता है जो कन्वर्जन लॉस या गेन हैं फिर हमारे पास पोर्ट टू पोर्ट आइसोलेशन है हमारे पास लीनियरिटी नॉइज़ फिगर स्पूरियस रिस्पांस वगैरह हैं तो इस व्याख्यान में हम क्या करने जा रहे हैं हम उन उपकरणों के साथ शुरू करने जा रहे हैं जो हम मिक्सर के लिए उपयोग करते हैं जो डायोड और ट्रांजिस्टर हैं हम देखेंगे कि ये डिवाइस मूल रूप से मिक्सिंग एक्शन कैसे प्रदान करते हैं और फिर हम विभिन्न मिक्सर सर्किटों पर स्विच करेंगे हम सर्किटों को एनालाइज करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह सर्किट कैसे मिक्सिंग एक्शन को प्रोड्युस करते हैं और एक अच्छा परफॉरमेंस मिक्सर को इंप्लीमेंट करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है चलो शुरू करें इसलिए हम अलग अलग मिक्सर सर्किट का अध्ययन करने जा रहे हैं जो सिंगल एंडेड मिक्सर सिंगल बैलेंस्ड मिक्सर डबल बैलेंस्ड मिक्सर सब हारमोनीकली पम्पड मिक्सर और इमेज रिजेक्ट मिक्सर हैं और इन सर्किट पर जाने से पहले हम पहले उन मिक्सर डिवाइस को समझते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं सबसे पहले डायोड है अधिकांश ऑपरेशनों के विपरीत PN जंक्शन डायोड को कभी भी मिक्सिंग एक्शन में उपयोग नहीं किया जाता है इस कारण से कि PN जंक्शन डायोड में बहुत लंबे टाइम तक रिकांबिनेशन कैरियर लाइफटाइम होता है जो मिक्सर के लिए काफी अनडिजायर्ड होता है क्योंकि मिक्सर को बहुत तेजी से स्विच करना पड़ता है इसलिए डायोड को बहुत तेजी से स्विच करना पड़ता है और इसके लिए हमें बहुत कम कैरियर रिकांबिनेशन लाइफटाइम की आवश्यकता है जो कि स्कोटकी डायोड द्वारा दिया गया है जो यूनीपोलर या मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस हैं इसलिए अधिकांश मिक्सर में हम स्कोटकी डायोड का उपयोग करते हैं और हम PN जंक्शन डायोड को अवॉइड करते हैं तो हमारे पास इस फैशन से जुड़ा एक डायोड है और हम जानते हैं कि इस डायोड की IV कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर या एक्स्पोनेंशियल कर्व द्वारा दी गई है यहां जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है वह बायसिंग पॉइंट है और इस डायोड में सबसे पहले क्या होता है हम LO सिग्नल प्रस्तुत करते हैं जो मिक्सर इनपुट पोर्ट में से एक है हम LO सिग्नल प्रस्तुत करते हैं इस बार LO सिग्नल अलग अलग है जिसमें काफी बड़े एंप्लीट्यूड या उच्च सिग्नल लेवल है डायोड के आउटपुट करंट को ड्राइव करता है यह इस तरह से डायोड जंक्शन वोल्टेज को बदलकर करंट को मॉड्यूलेट करता है इसलिए करंट इनकमिंग LO सिग्नल द्वारा न्यूनतम मूल्य से अधिकतम मूल्य तक बदल देता जाता है और यह करंट का मॉड्यूलेशन वास्तव में डायोड के कंडक्टेन्स के मॉड्यूलेशन को जन्म देता है क्योंकि डायोड का कंडक्टेंस डायोड वोल्टेज के संबंध में डायोड करंट के पार्शियल डेरिवेटिव के अलावा कुछ भी नहीं है तो gt IDVD और चूंकि VD LO सिग्नल द्वारा टाइम में बदला जा रहा है हम एक टाइम वैरीइंग डायोड कंडक्टेंस और इस तरह वेवफॉर्म दिखता है तो हमारे पास टाइम वैरीइंग डायोड कंडक्टेंस वेवफॉर्म है जिसमें की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ωLO है यह मिक्सिंग एक्शन का बेसिक है जो कि LO सिग्नल जो एक बड़े एंप्लीट्यूड का सिग्नल है टाइम में चेंज के लिए डायोड पैरामीटर में से एक का कारण बनता है तो आपके पास टाइम वैरीइंग कंडक्टेंस है और वेरिएशन LO फ्रीक्वेंसी पर है इसके बाद हम RF सिग्नल को इम्प्लीमेंट करते हैं जो LO सिग्नल के लेवल की तुलना में निम्न लेवल का है और क्योंकि RF सिग्नल बहुत छोटा है हम डायोड के छोटे सिग्नल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस मॉडल में एक टाइम वैरीइंग कैपेसिटेंस है जो कि जंक्शन कैपेसिटेंस है एक टाइम वैरीइंग कंडक्टेन्स है और सीरीज रेजिस्टेंस Rs जो डायोड के अंदर के लॉस के लिए जिम्मेदार है तो हम समझ गए कि कंडक्टेंस टाइम वैरियेंस टाइम वैरीइंग LO वेवफॉर्म के कारण होता है जो डायोड के एक्रॉस अप्लाई किया जाता है और यह वेवफॉर्म वास्तव में डायोड कैपेसिटेंस को भी माड्यूलेट करता है लेकिन मिक्सिंग एक्शन में डोमिनेटिंग इफेक्ट कंडक्टेन्स के कारण होता है इसलिए हमने केवल कंडक्टेंस पार्ट पर ध्यान केंद्रित किया है अब यह बहुत सरल है IF आउटपुट को इनपुट वोल्टेज में कंडक्टेन्स के रूप में दिया जाता है तो करंट में मूल रूप से वोल्टेज गुने कंडक्टेन्स है तोVRF IF करंट आउटपुट को प्रोड्युस करने के लिए g से गुणा किया जाता है और यह मूल रूप से हम क्या चाहते हैं हमारे पास दो सिग्नल एक दूसरे के साथ गुणा करने हैं और ये दोनों सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसीयों पर हैं तो VRF पर ωRF फ्रीक्वेंसी हैg की एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ωLO है और इसलिए जब हम आउटपुट या IF पोर्ट पर इन दो सिग्नलों को गुणा करते हैं तो मुझे डिफरेंस और सम फ्रीक्वेंसीयों को प्राप्त करना चाहिए अब जाहिर है यह वेवफॉर्म प्योर सिनुसाइड नहीं है तो यह ωLO के साथ साथ अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट शामिल है और इसलिए आप आउटपुट में कुछ स्पूरियस रिस्पांस की अपेक्षा करेंगे जिसे फ़िल्टर करना होगा यह बेसिक है कि डायोड मिक्सिंग एक्शन को प्रोड्युस कैसे कर सकता है और क्योंकि डायोड सिग्नल एम्पलीफिकेशन प्रदान नहीं कर सकता है डायोड का उपयोग मुख्य रूप से पैसिव मिक्सर में किया जाता है तो दो प्रकार के मिक्सर हैं इस पर निर्भर करते हुए कि वे सिग्नल एम्पलीफिकेशन प्रदान करते हैं या नहीं एक पैसिव मिक्सर है दूसरा एक्टिव मिक्सर है इसलिए यदि हम डायोड का उपयोग करते हैं तो मिक्सर पैसिव प्रकार का होगा FET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक अन्य प्रकार का उपकरण है जो मिक्सिंग के लिए उपयोग किया जाता है एनालिसिस बहुत समान है इसलिए आपके पास एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का गेट ड्रेन और सोर्स टर्मिनल हैं इनपुट सिग्नल को गेट और सोर्स पर लगाया जाता है और ड्रेन करंट को आउटपुट के रूप में लिया जाता है और हम जानते हैं कि ID ड्रेन करंट और VGS वोल्टेज का संबंध गेट और सोर्स के बीच का डिफरेंस है फिर से एक्स्पोनेंशियली बदलता रहता है लेकिन यह स्क्वायर लॉ डिवाइस है इसमें थर्ड आर्डर टर्म नहीं है और वही हम VGS पोर्ट पर LO सिग्नल इम्प्लीमेंट करते हैं यह LO सिग्नल एक न्यूनतम मूल्य से अधिकतम मूल्य और FET के ट्रांसकंडक्टेन्स से ड्रेन करंट को मॉड्यूलेट करता है जो इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है तो गेट और सोर्स के बीच वोल्टेज डिफरेंस के संबंध में ड्रेन के करंट का पार्शियल डेरिवेटिव भी इस LO सिग्नल के कारण मॉड्यूलेट किया गया है और माड्यूलेटेड वेवफॉर्म इस तरह है तो टाइम वैरीइंग ट्रांसकंडक्टेन्स फंडामेंटल फैक्टर है जो मिक्सिंग का कारण बनता है और यह बदलाव ωLO के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर है जो LO फ्रीक्वेंसी के समान है जो हम मिक्सर या इस मामले में FET पर इनपुटिंग कर रहे हैं इसके बाद हम एक छोटे सिग्नल RF को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्योंकि LO सिग्नल की तुलना में सिग्नल लेवल बहुत छोटा है हम FET के एक छोटे सिग्नल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो डायोड मॉडल की तुलना में काफी शामिल है इसलिए हमारे पास Rg Rd Rs रेजिस्टेंस के रूप में सभी तीन पोर्ट पर है हमारे पास Cgd Cgsऔर Rdsभी हैं जो टाइम वैरीइंग हैं तो इन छोटे सिग्नल पैरामीटर में टाइम वेरिएशन इनकमिंग LO सिग्नल के कारण भी होती है और इन सभी में सबसे प्रमुख है यह gm इन टू vgs या gm जो ट्रांसकंडक्टेन्स है और इसलिए ड्रेन करंट वास्तव में LO सिग्नल द्वारा मॉड्यूललेटेड है तो ड्रेन करंट अब इनपुट वोल्टेज में ट्रांसकंडक्टेन्स द्वारा दिया जाता है जो कि vgsहै इसलिए अब हम छोटे सिग्नल मॉडल पर विचार कर रहे हैं तो Vgs में केवल RF फ्रीक्वेंसी शामिल है gm हम जानते हैं कि ωLO की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हैऔर आउटपुट करंट क्योंकि हम इन दोनों सिग्नलों को गुणा कर रहे हैं इनमें डिफरेंस और इन दो फ्रीक्वेंसीयों का सम होना चाहिए जो डिजायर्ड मिक्सिंग एक्शन है ट्रांसकंडक्शन प्योर सिनुसाइडल नहीं है हमारे पास अन्य फ्रीक्वेंसी टर्म होंगे और आपके पास ID में अन्य फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट भी मौजूद होंगे जिन्हें उपयुक्त फ़िल्टरिंग एक्शन का उपयोग करके फ़िल्टर करना होगा तो यह है कि फंडामेंटल रूप से एक FET डिवाइस मिक्सिंग एक्शन को प्रोड्युस करता है और FET या ट्रांजिस्टर के कारण सिग्नल एम्पलीफिकेशन प्रदान कर सकता है FET का उपयोग पैसिव के साथ साथ एक्टिव मिक्सर को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और सभी एक्टिव मिक्सर वास्तव में इन दिनों MOSFETs या BJTs का उपयोग करके इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो अब हम जानते हैं कि डायोड और FET कैसे मिक्सिंग एक्शन प्रदान करते हैं अब हम देखेंगे कि इन कॉम्पोनेन्ट को वास्तव में पूर्ण मिक्सर सर्किट देने के लिए कैसे जोड़ा जाता है आइए हम एक सरल मामले को एक सरलतम रूप लेते हैं जो कि एक डायोड का उपयोग करके सिंगल डिवाइस मिक्सर या सिंगल एंडेड मिक्सर है आइए पहले हम यहां सर्किट को एनालाइज करें इसलिए मेरे पास यहां एक डायोड है जो मिक्सिंग का कारण बनता है जो कि इनपुट और आउटपुट उच्च फ्रीक्वेंसी पोर्ट में DC सिग्नल प्रवाह से बचने के लिए एक RF चोक और एक DC बायस का उपयोग करके बायस्ड किया जाता है हमारे पास यह DC ब्लॉक कैपेसिटर है डायोड के इनपुट पर RF और LO सिग्नल प्रदान किए जाते हैं और उन्हें आवश्यक आइसोलेशन प्रदान करने के लिए एक डिपलेक्सिंग कपलर का उपयोग करके अलग किया जाता है आउटपुट पर IF को लो पास या बैंड पास को फ़िल्टर करने के बाद लिया जाता है तो आपरेशन काफी सरल है हमारे पास डायोड इनपुट पर v i इनपुट वोल्टेज है जो RF और LO वोल्टेज का सम है जो कुछ भी नहीं लेकिन ωRF और ωLO फ्रीक्वेंसी पर सिनुसाइडल वैरी हो रहा हैं और डायोड के नॉन लीनियर इक्वेशन टेलर सीरीज एक्सपेंशन का उपयोग करते हुए हम जानते हैं कि IF करंट में DC पार्ट लिनियर डेपेंडेन्सी स्क्वायर क्यूबिक टर्म और इतने पर होंगे तो अगर मैं इस विशेष एक्सप्रेशन को आसान बनाता हूं डिफरेंस फ्रीक्वेंसी पर IF करंट आउटपुट का यह एंप्लीट्यूड होगा iIFtbARFALOcos RF LOt इस प्रकार इस मिक्सर का कन्वर्जन लॉस कुछ भी नहीं है लेकिन IF पोर्ट पर वोल्टेज RF पोर्ट पर वोल्टेज के लिए जिसे bARFALO×RL के रूप में दिया जाता है यह करंट पार्ट है जिसे लोड रेसिस्टर के अक्रॉस लेते है और A RF इनपुट सिग्नल एंप्लीट्यूड है इसलिए यदि हम रेशो लेते हैं तो हम देखते हैं कि कन्वर्जन लॉस वास्तव में ALOपर निर्भर करती है जो कि LO सिग्नल एंप्लीट्यूड लेवल है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इसलिए कन्वर्जन लॉस वास्तव में LO पावर लेवल पर निर्भर करता है साथ ही साथ यह डायोड पैरामीटर पर निर्भर करता है लेकिन LO पावर लेवल निर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप LO पावर ऑप्टिमली चुनते हैं तो आप एक अच्छा या बुरा कन्वर्जन लॉस या गेन परफॉर्मेंस प्राप्त कर सकते हैं इस मामले में पोर्ट टू पोर्ट आइसोलेशन यहाँ पर इस कपलर पर निर्भर करता है और IF पोर्ट के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह लो पास फ़िल्टर कितना अच्छा रिजेक्शन प्रदान करता है नाइस फिगर और इंटरमॉड्यूलेशन रिस्पांस वास्तव में डायोड कैरेक्टरस्टिक पर निर्भर करती है जो इन डायोड के लिए इन्हेरेंट हैं तो डायोड सिलेक्शन नाइस फिगर और इंटरमोड्यूलेशन रिस्पांस प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह डायोड मिक्सर सिंगल डिवाइस का सरल सर्किट है और इस तरह के सिंगल डिवाइस मिक्सर को FET डिवाइस या ट्रांजिस्टर का उपयोग करके भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसलिए BJT और डायोड पर FET का प्रमुख एडवांटेज यह है कि ये स्क्वायर लॉ डिवाइस हैं इसलिए आउटपुट करंट एक्सप्रेशन में उनके पास कोई क्यूबिक टर्म नहीं है इसलिए उनके पास एक बेहतर लिनियेरिटी है आइए हम FET का उपयोग करके सरल सर्किट पर विचार करें हमारे पास गेट पर एक RF सिग्नल इम्प्लीमेंट होता है LO सिग्नल सोर्स टर्मिनल पर इम्प्लीमेंट होता है और आउटपुट ड्रेन में लिया जाता है अब एडवांटेजेस FET होने के नाते यह कन्वर्जन गेन प्रदान कर सकता है और क्योंकि RF और LO को FET के दो अलग अलग पोर्ट पर इम्प्लीमेंट किया जाता है आपके पास सिंगल डायोड मिक्सर की तुलना में एक अच्छा LO से RF आइसोलेशन है जिसका हमने अभी अध्ययन किया है और एक बेहतर या बेहतर LO से RF आइसोलेशन को प्राप्त किया जा सकता है यदि ड्यूल गेट MOS का उपयोग FET का उपयोग करके मिक्सर को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है तो इस मामले में हमारे पास एक ड्यूल गेट MOSFET है और LO सिग्नल गेट में से एक को दिया गया है और RF सिग्नल अन्य गेट टर्मिनल को दिया गया है आउटपुट को ड्रेन में लिया जाता है और आपके पास यहां पर स्टैबिलाइज सर्किट होता है तो FET मिक्सर का एडवांटेज यह है कि वे गेन प्रदान कर सकते हैं वे बेहतर LO से RF आइसोलेशन प्रदान कर सकते हैं और उनके पास लिनियेरिटी है आगे बढ़ते हुए हम बैलेंस्ड मिक्सर और अन्य प्रकार के मिक्सर सर्किट पर चर्चा करने जा रहे हैं और सर्किट व्यवहार को समझने या सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम फॉरवर्ड गोइंग डायोड का उपयोग करेंगे और हम FET को अवॉइड करेंगे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ FET का उपयोग करके समान सर्किट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आइए हम अगले प्रकार के मिक्सर को समझते हैं जो सिंगल बैलेंस्ड मिक्सर है एक्शन को बैलेंस्ड करने का उद्देश्य इनपुट सिग्नल या LO सिग्नल को आउटपुट में अपीयर होने से दूर करना है हम देखेंगे कि यह कैसे हासिल किया जाता है इसलिए यह सिंगल बैलेंस्ड मिक्सर के लिए विशिष्ट सर्किट है तो यह मेरा RF इनपुट सिग्नल है जो 1 2 ट्रांसफार्मर को प्रदान किया जाता है और हमारे पास इस तरह एक डायोड की अरेंजमेंट है इसलिए यह अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके पास डायोड की कोई भी आर्बिट्रेरी अरेंजमेंट नहीं हो सकती है और फिर भी बैलेंस हासिल कर सकता है इसलिए यदि आपके पास यह विशेष कॉन्फ़िगरेशन है तो मुझे इस डायोड ओरियंटेशन को उचित रूप से रखना होगा तो मेरे पास यह दो डायोड हैं जो कि एंटी पैरेलल फैशन से जुड़े हैं ट्रांसफार्मर के सेंट्रल टैप पर LO सिग्नल दिया जाता है और IF सिग्नल को एक लोड पर लिया जाता है अब सर्किट एनालिसिस में जाने से पहले महत्वपूर्ण बात LO सिग्नल हमेशा RF सिग्नल की तुलना में बहुत अधिक है और अगर आप निरीक्षण करते हैं तो RF सिग्नल वास्तव में इन दो डायोड के लिए आउट ऑफ फेज प्रदान किया जाता है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में आपके पास RF प्लस माइनस और प्लस माइनस के रूप में होते हैं इसलिए यह दोनों RF सिग्नल आउट ऑफ फेज तरीके से इस डायोड में दिखाई देते हैं और यही कारण है कि RF करंट वास्तव में इन डायोड के बीच प्रसारित होती हैं और हम इसे बैलेंसिंग एक्शन कॉल करते हैं और RF करंट आउटपुट में दिखाई नहीं देती हैं हम इस पर विस्तार से अध्ययन करते हैं बता दें कि सेंटर टैप आदर्श है और उस स्थिति में इस सर्किट को इस तक घटाया जा सकता है तो हमारे पास VLO है VRF ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में ये दो डायोड और आउटपुट वोल्टेज अब यदि vLO 0 से अधिक है डायोड D1 ऑन है और हमें vLO vRFऔर vIF पाथ मिलता है तो vIF और कुछ नहीं vLO और vRF का एडिशन है जब VLO 0 से कम है तो हमें D2 ऑन D1 बंद मिलता है इसलिए पाथ VLO VRF और IF सिग्नल है तो इस मामले में vIF को vLO vRF के रूप में दिया जाता है मैथमेटिकली मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूं तो VIF जो आउटपुट वोल्टेज है VLO प्लस VRF p के बराबर में है अब यह p एक स्क्वायर वेव के अलावा और कुछ नहीं है जो कि प्लस 1 से 1 तक है और जिस फ्रीक्वेंसी पर यह ट्रांजीशन होता है वह LO फ्रीक्वेंसी के अलावा और कुछ नहीं है तो आउटपुट वोल्टेजvLO vRF p के अलावा कुछ भी नहीं है p इस प्रकार दिया गया है इसकी स्क्वायर वेव ट्रांजीशन 1 और 1 के बीच LO फ्रीक्वेंसी या लोकल ऑसीलेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी के साथ होती है अब p के फॉरिएर एनालिसिस को हम जानते हैं कि यह एक स्क्वायर वेवफॉर्म है इसलिए इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ωLO शामिल होती है साथ ही इसके सभी विषम हार्मोनिक्स है और यदि आप p की एक्सप्रेशन को सब्सीट्यूट करके इस एक्वेशन को सरल करते हैं तो हमें जो मिलता है वह यही है तो VIF है जो अंतिम आउटपुट होता है ωLO टर्म शामिल होता है जो LO सिग्नल है यह भी मिक्सिंग कंडीशन शामिल करता है जिनका यहां के रूप में दिया जाता है तो n के लिए 0 के बराबर यदि आप देखते हैं तो हमें ωLO ωRF मिलता हैऔर हमें ωLO ωRF मिलता हैजो डिजायर्ड मिक्सिंग आउटपुट हैं हालांकि हमें विभिन्न अन्य मिक्सिंग कंडीशन भी मिलती हैं जो बेसिकली RF फ्रीक्वेंसी के साथ LO के विषम हार्मोनिक्स का मिक्सिंग हैं इसलिए आउटपुट पर हमारे पास सिर्फ LO सिग्नल होता है हमारे पास RF सिग्नल नहीं होता है और हम कहते हैं कि RF सिग्नल बैलेंस्ड है लेकिन हमें विभिन्न स्पुरियस सिग्नल भी मिलते हैं जो LO के विषम हार्मोनिक्स के आसपास सेंटर्ड होते हैं तो यह है कि सिंगल बैलेंस्ड मिक्सर फंडामेंटल रूप से कैसे काम करता है अगला हम एक प्रैक्टिकल सिंगल बैलेंस्ड मिक्सर सर्किट देखेंगे और हम फिर से बैलेंसिंग एक्शन पर जोर देंगे तो यह 180° का उपयोग करने वाला सर्किट है हाइब्रिड कपलर और डायोड अरेंजमेंट फिर डायोड अरेंजमेंट एंटी पैरेलल है और उपयुक्त लो पास या बैंड पास फ़िल्टरिंग के बाद IF सिग्नल लिया जाता है तो RF सिग्नल यह 180 डिग्री हाइब्रिड कपलर को सम पोर्ट पर इम्प्लीमेंट किया जाता है LO सिग्नल यह 180 डिग्री हाइब्रिड कपलर के डेल्टा पोर्ट पर इम्प्लीमेंट किया जाता हैऔर हम जानते हैं कि एक 180 डिग्री हाइब्रिड कपलर के रूप में रैट रेस का उपयोग कर इंप्लीमेंट किया जाता है यहाँ दिखाया गया है तो हमारे पास पोर्ट 1 2 3 4 हैं हम जानते हैं कि 1 3 और 2 4 एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं इस स्थिति में 2 सम पोर्ट है 4 डेल्टा पोर्ट है जिसका रिप्रेजेंटेशन यहां किया गया है तो यह वह हिस्सा है जहां RF सिग्नल लगाया जाता है और यह वह हिस्सा है जहां LO सिग्नल लगाया जाता है अब फिर से याद रखें कि बैलेंसिंग एक्शन इनपुट सिग्नल में से एक है जो वास्तव में बैलेंस्ड आउट है IF करंट सिग्नल में से एक के कारण सिर्फ इधर उधर घूमता है और यह आउटपुट में दिखाई नहीं देता है तो इस मामले में यदि आप निरीक्षण करते हैं तो IF करंट i1 i2 के रूप में दिया गया है और यदि आप देखते हैं तो RF सिग्नल एक और तीन पोर्ट पर फेज में इम्प्लीमेंट होता है जहां डायोड जुड़े हुए हैं तो दोनों डायोड के लिए RF सिग्नल को फेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है इसलिए आउटपुट पर प्रोड्यूस IF करंट भी RF सिग्नल के कारण फेज में हैं अब LO सिग्नल के लिए यदि आप यहाँ देखते हैं कि मैं LO इनपुट डेल्टा पोर्ट पर अप्लाई करता हूं एक और तीन पर तो LO सिग्नल वास्तव में आउट ऑफ फेज दिखाई दे रहा है तो इन दो डायोड के लिए LO सिग्नल आउट ऑफ फेज दिखाई देता है तो यदि LO सिग्नल के कारण उत्पन्न होने वाली IF करंट भी आउट ऑफ फेज हैं और वे बैलेंस्ड हैं तो इस सर्किट एनालिसिस में एक और महत्वपूर्ण ऑब्जरवेशन यह है कि सभी m n दोनों के साथ m और n दोनों तरह की स्पूरियस रिस्पांस एलिमिनेट हो जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है तो हमारे पास कम स्पूरियस रिस्पांस होगी 2 1 टर्म की रिस्पांस समाप्त हो गई है लेकिन 1 2 ठीक नहीं है तो यह सिंगल बैलेंस्ड मिक्सर था विचार यह था कि आप इनपुट सिग्नलों में से एक को बैलेंस्ड करते हैं और आप इसे आउटपुट में अपीयर होने से रोकते हैं हम अगला डबल बैलेंस्ड मिक्सर देखते हैं जहां विचार न तो LO है और न ही इनपुट जो कि RF है जो वास्तव में मिक्सर आउटपुट में दिखाई देते हैं तो डायोड में से दो के लिए सिंगल बैलेंस्ड मिक्सर के मामले में सरल है सिग्नल में से एक को आउट ऑफ फेज इम्प्लीमेंट किया गया था यहां हमारे पास चार डायोड की अरेंजमेंट है और एक डायोड जोड़ी के लिए RF सिग्नल को आउट ऑफ फेज इम्प्लीमेंट किया जाता है एक अन्य डायोड जोड़ी के लिए LO सिग्नल आउट ऑफ फेज इम्प्लीमेंट किया जाता है और यह है कि कैसे बैलेंसिंग एक्शन की जाएगी हम इस ऑपरेशन का विस्तार से अध्ययन करेंगे और हम देखते हैं कि जब vLO 0 से अधिक है तो D2 और D3 ऑन होंगे और vLO 0 से कम है D1 और D4 ऑन रहेगा तो हम इन दोनों मामलों को लेते हैं और आगे एनालाइज करते हैं तो हमारे पास पहला मामला है vLO 0 से अधिक है केवल D2 और D3 का कंडक्टिंग होगा तो सर्किट इसे कम कर देता है डायोड को इक्विवेलेंट रेसिस्टर rd से बदल दिया जाता है और यदि आप इसे रिअरेंज करते हैं तो हमें सर्किट मिलता है जो इसके समान है ध्यान दें कि vIF डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज है तो RL और उसके माध्यम से फ्लो होने वाले करंट प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है तो काम यह निर्धारित करना है कि इस लोड रेसिस्टर में इफेक्टिव करंट क्या है तो हम एक लूप करंट I1 है पहले लूपमें फ्लो हो रही है I 2 सेकंड लूप में फ्लो हो रही है और अगर आप मैथ करते हैं तो हम VRF के लिए दोनों लूप के लिए हम हल करते हैं i1i2vRFRLrd2 तो vIF और कुछ नहीं है लेकिन vIF vRFRLRLrd2 पहले मामले के लिए साइन पर ध्यान दें जब vLO 0 से अधिक है तो मुझे एक साइन मिलता है VLO 0 से कम के लिए D1 और D4 कंडक्ट करेंगे हम इसी तरह के एनालिसिस करेंगे और हमें क्या मिलता है vIFvRFRLRLrd2 तो एक साइन परिवर्तन है और जैसा कि हमने पिछले एनालिसिस में देखा है आउटपुट वोल्टेज इस टर्म VRF कांस्टेंट p द्वारा दी जाएगी जहां p कुछ भी नहीं है लेकिन एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर एक स्क्वायर वेव ωLO के बराबर है रेंज 1 से 1 तक है तो आउटपुट इक्वेशन यदि आप यहाँ देखें यह कोई भी इनपुट सिग्नलों को शामिल नहीं करता है यह एक सिग्नल शामिल नहीं करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ωRF है यह एक सिग्नल शामिल नहीं करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ωLO है हालांकि यदि आप n 0 के बराबर के लिए इस एक्सप्रेशन को नोटिस करते हैं तो आपको डिजायर्ड मिक्सिंग मिलता है लेकिन n 0 के बराबर नहीं के लिए आपके पास अन्य स्पूरियस मिक्सिंग प्रोडक्ट हैं जो कुछ भी नहीं LO फ्रीक्वेंसी के विषम हार्मोनिक्स पर सेंटर्ड हैं तो यह है कि एक डबल बैलेंस्ड मिक्सर कैसे काम करता है यह दोनों इनपुट RF सिग्नल के साथ साथ LO सिग्नल को बैलेंस्ड करता है और इसे मिक्सर आउटपुट में दिखाई देने से रोकता है इसलिए बैलेंस्ड मिक्सर के मामले में हमारे पास बेहतर स्पूरियस रिजेक्शन है अगले प्रकार का मिक्सर हम देखेंगे कि सब हारमोनीकली पम्पड मिक्सर है यह मिक्सर मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है जब एक उच्च फ्रीक्वेंसी LO उत्पन्न नहीं किया जा सकता है इसलिए मिलीमीटर वेव मिक्सर जैसे अनुप्रयोगों के लिए गुड स्टेबिलिटी डिजायर्ड पावर लेवल जो उच्च और उचित लागत है के साथ एक लोकल ऑसीलेटर सिग्नल उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है तो यह सर्किट है जो सब हारमोनीकली पम्पड मिक्सर के लिए उपयोग किया जाता है हमारे पास एक ωRF ωLO 2है तो ωLO होने के बजाय हम सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो हाफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है और यह ओमेगा IF है जो आउटपुट है इस का क्रक्स डायोड के एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और यह डायोड अरेंजमेंट जैसा कि हम देख सकते हैं डिजायर्ड मिक्सिंग देगा जो ωRF और ωLO का मिक्सिंग है भले ही हम हाफ LO फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति कर रहे हों इसलिए हमारे पास संबंधित सिग्नलों को फ़िल्टर करने के लिए आवश्यक फ़िल्टर हैं और हम देखते हैं कि हम अब देखेंगे कि कैसे यह एंटी पैरेलल डायोड अरेंजमेंट एक फ्रीक्वेंसी डबलर के रूप में कार्य कर सकती है तो यह नेट करंट आउटपुट है इसलिए LO के सायकल के एक आधे हिस्से में डायोड D1 कंडक्ट होता है अन्य आधे में डायोड D2 कंडक्ट होता है और चूंकि वे एंटी पैरेलल हैं करंट दिशाएं उलट हैं और यह करंट वेरिएशन ωLO 2 फ्रीक्वेंसी पर होता है जो सप्लाइड फ्रीक्वेंसी है अब g1 जो कि पहले डायोड D1 के लिए डायोड कंडक्टेन्स है g2 यह है आप मानते हैं कि ये दोनों कंडक्टेन्स वेवफॉर्म एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज हैं और इसलिए नेट कंडक्टेन्स जो इन दो कंडक्टेन्स वेवफॉर्मों का सम है इस तरह है और जो LO में ट्वाइस सप्लाइड फ्रीक्वेंसी पर है तो नेट फ्रीक्वेंसी जिस के साथ g वेरी होता है कुछ भी नहीं है लेकिन ωLOहै भले ही सप्लाइड फ्रीक्वेंसी ωLO के आधा है और यह है कैसे की ωRF और ωLO का मिक्सिंग प्राप्त किया जाता है और आपको डिजायर्ड IF सिग्नल मिलता है शायद आप सोच सकते है की ωLO 2 और ωRF के मिक्सिंग को क्या होता है तो यह फंडामेंटल मिक्सिंग को आउटपुट में अपीयर करने से अवॉइड किया जाता है क्योंकि कोई एक डायोड इस मिक्सिंग के लिए एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करता है और ωLO 2 के सभी विषम हार्मोनिक्स के साथ मिक्सिंग कर देता है तोइस अरेंजमेंट से भी है ωRF और ωLO के द्वारा केवल मिक्सिंग प्रोडक्ट अराइज होते हैं जो आउटपुट पर अपीयर होते हैंऔर दूसरे समाप्त हो जाएगा या वे यहाँ आसपास सरक्यूलेट होंगे तो यह है कि सब हार्मोनिकली पम्पड मिक्सर कैसे काम करते हैं अगला हम एक महत्वपूर्ण मिक्सर प्रकार देखेंगे जिसे इमेज रिजेक्ट मिक्सर कहा जाता है और यह वह सर्किट है जिसका उपयोग हम इमेज रिजेक्ट मिक्सर के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास दो हाइब्रिड 90° हाइब्रिड हैं एक RF 90° हाइब्रिड है दूसरा IF 90° हाइब्रिड है हमारे पास दो अलग अलग मिक्सर हैं और LO को 0° पावर डिवाइडर का उपयोग करके दिया जाता है तो बेसिकली इन दोनों मिक्सर को दिए गए LO फेज में हैं अब विचार करें कि क्या होता है जब हमारे पास इनपुट पर डिजायर्ड RF सिग्नल के साथ एक इमेज सिग्नल होता है जब यह सिग्नल इस पॉइंट पर हाइब्रिड से गुजरता है तो यह दोनों सिग्नल 90° फेज में शिफ्ट हो जाएंगे तो RF और IM दोनों की फेज शिफ्ट है 90° इस पॉइंट पर दोनों का फेज शिफ्ट होगा 180° जब मिक्सिंग एक्शन होती है तो यह vRF है 90° फेज पर LO 0° फेज के रूप में है यदि इन दोनों के बीच मिक्सिंग होता है तो उस मिक्सिंग के कारण IF उत्पन्न होता है इसलिए RF सिग्नल के कारण IF 90° के फेज में उत्पन्न होता है जबकि जब IM सिग्नल जो है 90° LO सिग्नल के साथ मिक्स होता है जो कि 0° फेज के रूप में होता है जब वे मिक्स करते हैं तो इमेज फ्रीक्वेंसी के कारण IF उत्पन्न होता है 90° फेज इसी प्रकार इस छोर पर 0 फेज पर LO सिग्नल RF सिग्नल के साथ मिक्स होता है जो कि 180° फेज पर होता है और यह IF के साथ 180° फेज आउटपुट देता है LO सिग्नल इमेज सिग्नल के साथ मिक्स होता है और यह 180° फेज के साथ IF आउटपुट भी उत्पन्न करता है इसलिए याद रखें कि मिक्सर आउटपुट पर इस विशेष पॉइंट पर फेज डिफरेंस ऑब्ज़र्व किया जाता है जबकि RF और IM के कारण IF आउटपुट जो कि इमेज है उसी फेज में हैं अब ये दो सिग्नल 90° IF हाइब्रिड के इनपुट पर इम्प्लीमेंट होते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है तो IF हाइब्रिड में दो आउटपुट हैं एक LSB IF आउटपुट है एक USB IF आउटपुट है इसलिए इस विशेष पॉइंट पर हम देखेंगे कि यह सिग्नल आगे 90° से शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास 90 90 है जो 0 है हमारे पास है 90 90 जो है 180 इस पॉइंट पर इस विशेष इनपुट सिग्नल से हमारे पास 180° फेज शिफ्ट है तो हमारे पास 180 180 होगा जो 0 है हमारे पास 180 180 होंगे जो फिर से 0 है यदि आप RF के कारण IF कॉम्पोनेन्ट देखते हैं तो यह एक और यह एक है वे फेज में हैं IF कॉम्पोनेन्ट इमेज के कारण हैं वे आउट ऑफ फेज हैं इसलिए वे रद्द कर देगा और इस विशेष पोर्ट पर आपको RF सिग्नल के कारण केवल IF कॉम्पोनेन्ट मिलेगा इसी प्रकार USB IF में RF पार्ट रद्द हो जाते हैं और इमेज बनाए रखने के कारण IF आउटपुट इसलिए USB IF पोर्ट पर आपको केवल इमेज सिग्नल के कारण एक IF सिग्नल मिलेगा तो यह है कि RF के कारण IF कॉम्पोनेन्ट कैसे उत्पन्न होते हैं और इमेज को रिजेक्ट करने वाले मिक्सर का उपयोग करके इमेज को अलग किया जाता है तो हमने इस विशेष व्याख्यान में विभिन्न प्रकार के मिक्सर सर्किट का अध्ययन किया है आइए हम रिव्यू करते हैं इसलिए पहले हमने एक डायोड पर विचार किया यह कैसे एक मिक्सर के रूप में कार्य करता है एक FET फंडामेंटल रूप से मिक्सिंग एक्शन कैसे देता है तो हमने FET के साथ साथ डायोड का उपयोग करते हुए सिंगल डायोड मिक्सर का अध्ययन किया फिर हमने सिंगल बैलेंस्ड मिक्सर का अध्ययन किया हमने डबल बैलेंस्ड मिक्सर का अध्ययन किया हमने सब हारमोनीकली पम्पड मिक्सर का अध्ययन किया और अंत में हमने इमेज रिजेक्ट मिक्सर का अध्ययन किया तो ये मुख्य प्रकार के मिक्सर कॉन्फ़िगरेशन हैं जो उपयोग किए जाते हैं और अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि विभिन्न परफॉरमेंस मेट्रिक्स के लिए एक दूसरे की तुलना में ये अलग अलग मिक्सर सर्किट कैसे हैं जिनके बारे में हमने पहले व्याख्यान में चर्चा की थी हम तुलना देखेंगे और उसके आधार पर हम देखेंगे कि मिक्सर डिजाइन करते समय डिजाइन पहलुओं पर कैसे विचार किया जाना चाहिए